सभी को नमस्कार आज हम विभिन्न प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं जैसे कि कोएक्सियल लाइन स्ट्रिप लाइन माइक्रोस्ट्रिप लाइन और रेक्टैंगुलर वेवगाइड आप पैरेलल प्लेट में या वेवगाइड में विभिन्न तरीकों के बारे में सुन चुके हैं इसलिए लेकिन आज हम इन ट्रांसमिशन लाइनों के प्रैक्टिकल पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आइए हम कोएक्सियल केबल से शुरू करते हैं मुझे यकीन है कि आप सभी कोएक्सियल केबल के बारे में जानते हैं तो एक कोएक्सियल केबल में एक सेंटर कंडक्टर होता है सेंटर के कंडक्टर पर एक डाईइलेक्ट्रिक इन्सुलेटर होता है और फिर उसके ऊपर एक ऐसा होता है जो वास्तव में यहां ब्रैड वायर मेष दिखाता है जो हमेशा आवश्यक नहीं होता है यह सिर्फ एल्युमिनियम की चीज भी हो सकती है एल्युमिनियम रैप या यह एक कॉपर फॉइल भी हो सकती है अब इस कोएक्सियल केबल के लिए हम वास्तव में कैपेसिटर को परिभाषित कर सकते हैं हम सभी जानते हैं कि आप जानते हैं कि सेंटर कंडक्टर है और हमारे पास एक मेटल है तो यह एक कोएक्सियल कैपेसिटंस होगा तो यह कि कैपेसिटंस यह सूत्र द्वारा दिया जाता है जहां εr इस विशेष इन्सुलेटर की डाईइलेक्ट्रीक अवधारणा है अधिकांश समय इस इन्सुलेटर टेफ्लोन मटेरियल की है जो की εr 21 हालांकि कुछ कम लागत वाले कोएक्सियल केबल हैं जहां वे प्लास्टिक का उपयोग डाईइलेक्ट्रीक मटेरियल के रूप में करते हैं हालाँकि मैं अनुशंसा नहीं करता क्योकि प्लास्टिक रेलटीवली लोसी है तो क्या होता है कोएक्सियल केबल में अधिक लॉसेस हैं बेशक कुछ अन्य मटेरियल भी हैं वास्तव में कई बार लोग यहाँ फोम का उपयोग भी करते हैं और फोम का εr 105 से 11 तक होता हैं और फोम का एक फायदा हैं यहाँ डाईइलेक्ट्रीक लॉस कम होता है अब यहां किसी भी वायर में इंडक्टर होगा इसलिए उसका इंडक्टर इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाता है अब ये चीजें आपने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक कोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर्स में पढ़ी होंगी आज हम यहां रुचि रखते हैं कि इस विशेष कोएक्सियल केबल की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स क्या है अब लॉसलेस लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स LC द्वारा दी जाती वास्तव में अन्यथा यदि यह एक लोसी केबल है तो एक्सप्रेशन ऐसी कुछ होगी RjωL GjωC इसलिए यदि R 0 और G 0 है तो jω रद्द कर देगा और यह देता है Z0LC तो L एक्सप्रेशन है C एक्सप्रेशन है हम अनुपात लेते हैं तो यह कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स के लिए एक्सप्रेशन है तो हम देखते हैं यह वास्तव में एक्सप्रेशन क्या है तो आप देख सकते हैं कि εr हर में है इसका मतलब है कि अगर εr बढ़ जाती है तो Z0 में कमी होगी और Z0 भी आप देख सकते है कि बाहरी डाईमीटर बढ़ जाती है या अगर भीतरी डाईमीटर कम हो जाती है तो भी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स में वृद्धि होगी तो बस आपको कुछ प्रैक्टिकल अनुप्रयोग देने के लिए या बस आपको कोएक्सियल केबल में से एक का प्रैक्टिकल उदाहरण देने के लिए जो कि RG 58 C स्लैश U कोएक्सियल केबल है और आपको अगली स्लाइड में विस्तार से डेटा शीट दिखाएगा इसमें आंतरिक डाईमीटर है 091 mm और डाईइलेक्ट्रीक के डाईमीटर 295 εr 21 है तो यह Z0 487 Ω तक बढ़ा देता है हालांकि यह 50 Ω कोएक्सियल केबल के रूप में जाना जाता है तो आपको आश्चर्य हो सकता है यह डिस्क्रिपन्सी क्यों है और इसका कारण यह है कि जब यह कॉपर मेश या यह विशेष रूप से कॉपर फॉइल यहां डाल दी जाती है तो यहां पर एक छोटा सा एयर गैप हो सकता है जो बीच में थोड़ा हायर इम्पीडेन्स मूल्य को बढ़ा देगा तो आइए देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के कोएक्सियल केबल और यहां विशिष्ट एटीन्यूएशन क्या हैं तो हमारे यहाँ क्या है इस अक्ष के साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी भिन्नता है तो यहाँ पर यह लगभग 500 मेगाहर्ट्ज़ पर लगभग 3000 मेगाहर्ट्ज़ पर जा रहा है या आप 3 गिगाहर्ट्ज़ कह सकते हैं और वर्टीकल अक्ष के साथ हम प्रति 100 मीटर dB में एटीन्यूएशन है इसलिए अगर हम अब इस विशेष केबल RG 174 को देखें तो आप देख सकते हैं कि इन सभी चीजों के बीच इसका सबसे ज्यादा लॉस है अभी तक यह प्रयोग किया जा रहा है मुख्य कारण में से एक यह बहुत पतली है तो वास्तव में इस विशेष चीज का उपयोग पतली रेखा पर किया जाता है जहां कहीं भी वजन महत्वपूर्ण होता है लेकिन अन्यथा आप देख सकते हैं कि क्या मैं इसे 100 प्रति मीटर dB एटीन्यूएशन में देखता हूं तो 1 मीटर एटीन्यूएशन के लिए इस विशेष बिंदु पर 1 dB के क्रम का होगा और वह फ्रीक्वेंसी लगभग 750 मेगाहर्ट्ज़ है और आप देख सकते हैं कि वे स्वयं अनुशंसा नहीं करते हैं कि आप इस विशेष केबल का उपयोग यहां तक कि बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी पर भी करते हैं आइए हम 2G 3G 4G यहां तक कि वाई फाई भी कहते हैं जो यहां पर आता है लेकिन फिर भी इस विशेष चीज का उपयोग GSM मॉड्यूल के साथ साथ GPS मॉड्यूल में भी किया जा रहा है क्योंकि वहां वायर की लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर के क्रम की हो सकती है तो अब हमने वह उदाहरण देखें जो मैंने दिया था कि RG58 यहाँ पर है आप देख सकते हैं कि लगभग 2 गिगाहर्ट्ज़ पर यदि आप इस मान को यहाँ देखते हैं जो कि लगभग 100 dB प्रति 85 dB है आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग चीजें हैं जो यहाँ पर हैं और इससे बहुत कम वृद्धि होगी आप इस विशेष केबल में एटीन्यूएशन लॉस कह सकते हैं अब बस आपको कीमतों के बारे में थोड़ा विचार करना है आमतौर पर इस RG58 केबल की मात्रा के आधार पर 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कुछ खर्च हो सकता है लेकिन अगर आप थोड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं तो इसकी कीमत 100 रुपये भी हो सकती है उदाहरण के लिए यदि आप केवल 1 मीटर केबल खरीदना चाहते हैं तो वे आपसे 50 से 100 रुपये के बीच कहीं भी शुल्क ले सकते हैं और इनमें से कुछ अन्य केबल बहुत महंगे हैं बस कुछ साल पहले का उल्लेख करने के लिए हमने वास्तव में एक नेटवर्क एनालाइज़र खरीदा जो कि मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी पर 40 गीगाहर्ट्ज़ तक काम करता है और इसके लिए 1 मीटर के लिए कोएक्सियल केबल के लिए उन्होंने हमसे लगभग 1000 डॉलर का शुल्क लिया तो आप देख सकते हैं कि कोएक्सियल केबल की गुणवत्ता के आधार पर कितनी कीमत भिन्नता हो सकती है इसलिए यह वास्तव में एक अच्छा विचार होगा यदि आप में से कोई एक एंटरप्रेन्यर बनना चाहता है तो भारत में अन्य देशों में कोएक्सियल केबल की आवश्यकता बहुत बड़ी है अब इन कोएक्सियल केबलों के लिए आइए देखें डेटा शीट को कैसे परिभाषित किया जाता है तो यह RG58 है और सिर्फ यह उल्लेख करने के लिए कि मैंने उन सभी नंबरों को कहां से लिया है तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि यहां मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन डाईमीटर दिया गया है जो वहां से 0195 है जहां से मैंने मूल्य लिया है यह हमें यह भी बताता है कि प्रति फीट कोएक्सियल केबल का वजन क्या है यह भी उल्लेख करता है कि पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या है और इसी तरह इसलिए विशेष रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए इन केबलों का उपयोग करने से पहले यह बहुत महत्वपूर्ण है आपको डेटा शीट का ठीक से अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कि उस विशेष केबल की सीमाएं क्या हैं अब इन केबलों का उपयोग स्वयं नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रकार के RF कनेक्टर्स द्वारा जोड़ा जाना है तो वे कई कनेक्टर्स हैं जो लोकप्रिय हैं तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं BNC कनेक्टर आम तौर पर ये कनेक्टर लगभग 1 गीगाहर्ट्ज़ और इतने पर अच्छे होते हैं वास्तव में 1 गीगाहर्ट्ज़ से अधिक फ्रीक्वेंसीयों के लिए इस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए फिर N टाइप कनेक्टर हैं सिर्फ आपको बताने के लिए N नेवी के लिए है तो नेवी से यह आया और यह भी एक मेल और फीमेल प्रकार है तो इन प्रकार के कनेक्टर फीमेल प्रकार हैं और यह वास्तव में एक मेल प्रकार कनेक्टर है और आमतौर पर एन टाइप कनेक्टर को 4 गीगार्ट्ज़ तक इस्तेमाल किया जा सकता है हालांकि कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले महंगे एन टाइप कनेक्टर हैं जिनका उपयोग लगभग 18 गीगाहर्ट्ज़ तक किया जा सकता है कुछ अन्य बातें जो मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आप इस पूरी चीज को बनाने के बारे में भी सोचें तो आप देख सकते हैं कि यह बाहरी बॉडी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कॉपर का सेंटर कंडक्टर है और उस छोटे से सफेद के चारों ओर आप यहाँ देख सकते हैं और यह कुछ भी नहीं है लेकिन मान लीजिए कि यह टेफ्लॉन है अब यदि आप बस एक सामान्य कोएक्सियल सेंटर कंडक्टर का उपयोग करते हैं तो एक समस्या होगी कि यदि आप कनेक्टर का उपयोग कई बार करते हैं तो यह वास्तव में फैलता है और यदि यह फैलता है तो जब आप कनेक्शन बनाते हैं तो यह नहीं होने वाला है तंग कनेक्शन थोड़ा ढीला कनेक्शन हो सकता है और तब यदि आप ऐसा करते हैं तो आप वास्तव में देखेंगे कि बहुत अधिक पावर लॉस हो रही है तो सिग्नल पॉइंट a से b तक नहीं जा रहा है और यहां तक कि 1 डीबी 2 डीबी या तो 10 डीबी का लॉस हो सकता है अगर चीजें उचित नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं यदि आप इस चीज नोज प्लिएर को लेते हैं और जो चीज फैल गई है उसे आप कस लें एक वैकल्पिक विकल्प यह भी है कि कॉपर का उपयोग करने के बजाय सेंटर चीज़ के रूप में यहाँ आप बेरिलियम कॉपर का उपयोग करते हैं बेरिलियम कॉपर में बेहतर इलास्टिसिटी होता है और वास्तव में यही वह है जो आमतौर पर बेहतर गुणवत्ता वाले कनेक्टर में उपयोग किया जाता है तो आपके पास वास्तव में यह बात हो सकती है कि यह कनेक्शन विशेष रूप से प्रयोगशाला चीजों के लिए खुला है जहां आप इस कनेक्शन को खोल रहे हैं और इसे कई बार खोलने और बंद करने की सिफारिश की जाती है अब इस प्रकार के कनेक्टर APC सेक्सलेस कनेक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं वास्तव में जब मैं लगभग 4 दशक पहले नेटवर्क एनालाइजर का उपयोग करता हूं तो ये एनालाइजर इन APC कनेक्टर्स के साथ आएंगे लेकिन आजकल इस प्रकार के कनेक्टर अधिक प्रचलित हैं और फिर इसके छोटे संस्करण को SMA कनेक्टर के रूप में जाना जाता है और ये SMA कनेक्टर फिर से मेल और फीमेल कनेक्टर के रूप में आते हैं और ये आम तौर पर लगभग 18 गीगाहर्ट्ज़ तक अच्छे होते हैं और फिर यदि आप मिलीमीटर के तरीकों से काम करना चाहते हैं तो हमें K कनेक्टर का उपयोग करना होगा K कनेक्टर्स में फिर से मेल और फीमेल दोनों कनेक्टर होते हैं और इनका उपयोग लगभग 40 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तक किया जा सकता है फिर आपको केवल विशिष्ट मूल्य बताने के लिए तो इन N टाइप कनेक्टर की कीमत 1 से 5 डॉलर के बीच कहीं भी हो सकती है या यदि आप रुपये में बदलना चाहते हैं तो यह कहीं भी 50 रुपये से लेकर 300 रुपये तक हो सकता है SMA कनेक्टर फिर से इसमें 1 से 5 डॉलर खर्च हो सकते हैं या 50 से 1 या 2 हंड्रेड रुपये के बीच हो सकते हैं लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार यह K कनेक्टर भारत में इन K कनेक्टर्स को अब तक कोई नहीं बना रहा है तो अगर आप इन K कनेक्टर्स को आयात करने जा रहे हैं ये कहीं भी बीस डॉलर के आसपास खर्च होंगे वास्तव में आप देख सकते हैं कि यह बहुत छोटा है और भौतिक लागत बहुत छोटी होगी तो आप सभी को एक सटीक CNC मशीन की आवश्यकता होती है और आप निर्माण कर सकते हैं वे सभी डिज़ाइन विवरण आमतौर पर उपलब्ध हैं आप बस Google खोज कर सकते हैं और आप इन सभी डायमेंशन को प्राप्त कर सकते हैं तो आप सभी को एक अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत है और जो CNC मशीनों के संचालन से परिचित है और वास्तव में इन दिनों बहुत सारे अच्छे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं परिचितों में से एक सॉलिड वर्क्स है आप इसका उपयोग कर सकते हैं जो इन सभी 3 डी चीजों को ड्रा करेगा और यह सीधे CNC तक जाएगा और आप इन कनेक्टर्स को प्राप्त कर सकते हैं इन कनेक्टर्स में से कोई भी एक और यदि आप इन कनेक्टर्स को स्वयं बनाते हैं तो यह प्रति कनेक्टर 20 से 30 रुपये से अधिक खर्च भी नहीं हो सकता है तो अब कोएक्सियल लाइन से आइए हम स्ट्रिप लाइन के बारे में बात करते हैं अब स्ट्रिप लाइन क्या है बस यहीं देख लो एक है आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर आकृति दिखा सकते हैं तो यह एक ग्राउंड प्लेन है यह एक ग्राउंड प्लेन है और कभी कभी साइड को भी विशेष रूप से ग्राउंड किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति इस चीज़ के चारों ओर एक बॉक्स लगाता है सामान्य रूप से यह ठीक नहीं हो सकता है स्ट्रिप लाइन कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ और इसके साथ है लेकिन निश्चित रूप से इन 2 को ग्राउंडेड करना होगा तो हम वास्तव में यहाँ क्या है यह यहाँ एक स्ट्रिप है इस विशेष स्ट्रिप लाइन कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हमें केवल फिर से कोएक्सियल केबल के बारे में बात करनी चाहिए तो हमारे पास जो कोएक्सियल केबल है वह एक सर्कुलर है और एक सेंटर कंडक्टर है अब आप सेंटर के कंडक्टर को बहुत फ्लैट बनाते हैं जो कि इस लाइन द्वारा यहाँ बहुत फ्लैट और फिर एक सर्कुलर है जिसे आप इसे रेक्टेंगुलर बनाते हैं तो यह फ्लैट अब फ्लैट है और यह यहां के करीब है तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रिप लाइन कुछ हद तक एक कोएक्सियल केबल के समान है हालाँकि सभी डिज़ाइन समीकरण थोड़े अलग हैं और एक और बात यह है कि ये स्ट्रिप लाइनें एक डाईइलेक्ट्रिक सब्सट्रेट पर प्रिंट होती हैं तो हमारे यहाँ क्या है यहाँ एक सब्सट्रेट है और उस सब्सट्रेट से आप इस विशेष लाइन को प्रिंट करते हैं और फिर आप उसके ऊपर एक और सब्सट्रेट डालते हैं और फिर हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि जब आप 2 लेयर्स को एक साथ रखें तो कोई एयर गैप नहीं होना चाहिए तो आपको वास्तव में ऊपर और नीचे की तरफ से कसकर दबाना होगा अब इस विशेष स्ट्रिप लाइन के लिए इस विशेष चीज द्वारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स सूत्र यहां पर दिया गया है तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि Z0 εr के वर्गमूल के इन्वर्सली प्रोपोरशनल है और यह भी कि यदि W बढ़ता है तो Z0 घट जाएगा तो यह एक्सप्रेशन है यह W वास्तव में यहाँ है W प्रभावी है W क्यों प्रभावी है क्योंकि यहाँ से कुछ फ्रिंजिंग फील्ड होंगे इसलिए फ्रिंजिंग फील्ड के कारण यहां फ्रिंजिंग फील्ड होंगे प्रभावी W W की तुलना में थोड़ा अधिक है इसलिए W इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाता है तो यहाँ W है जो कि आपके या इस विशेष चीज के उपयोग के लिए W के मूल्य के आधार पर फिजिकल डायमेंशन है लेकिन अब इन दिनों स्ट्रिप लाइन का उपयोग करने के बजाय लोग वास्तव में माइक्रोस्ट्रिप लाइन का उपयोग करना पसंद कर रहे हैं मैं इस बारे में बताऊंगा कि माइक्रोस्ट्रिप लाइन क्या है लेकिन पहले आइए हम देखते हैं कि इन स्ट्रिप लाइनों या माइक्रोस्ट्रिप लाइनों के लिए विभिन्न प्रकार के सब्सट्रेट क्या हैं तो ये उदाहरण के लिए सब्सट्रेट के विभिन्न प्रकार हैं फोम सब्सट्रेट वहाँ जो εr 105 से 11 के बीच कहीं भी हो सकता हैविशिष्ट मान 107 है और टैन डेल्टा छोटा है जिसे आप 00009 देख सकते हैं और ऐसे कई निर्माता हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है टेफ्लॉन के बारे में जिसका उपयोग कोएक्सियल केबल के अंदर किया जाता है तो εr 21 टैन डेल्टा 00004 है और फिर से कई निर्माता हैं हालाँकि इन दिनों क्या अधिक लोकप्रिय हैं ये सब सब्सट्रेट हैं इनमें से अधिकांश रोजर्स से उपलब्ध हैं रोजर्स फिर से एक भारतीय कंपनी नहीं है और ये सबस्ट्रेट्स सामान्य रूप से बहुत महंगे हैं उदाहरण के लिए RT5880 इसे अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए अनुमोदित किया गया है और मैं पहले कम लागत वाले सब्सट्रेट के बारे में भी उल्लेख करूंगा जो एक ग्लास एपॉक्सी सब्सट्रेट है यह विशिष्ट सब्सट्रेट है जिसे आप अपने मोबाइल फोन के अंदर या लैपटॉप और अन्य चीजों के अंदर देखेंगे तो विशिष्ट रूप से उसके लिए εr 44लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं टैन डेल्टा 002 है और वहाँ दुनिया में कई निर्माता रहे हैं लेकिन ग्लास एपॉक्सी के सब्सट्रेट की तुलना यह सभी सब्सट्रेट 30 से 50 गुना अधिक महंगा हो सकता है तो आपको अब यह तय करना होगा कि अनुप्रयोग क्या है इसलिए अधिकांश समय व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए हम ग्लास एपॉक्सी सब्सट्रेट का उपयोग करते हैं और रक्षा और अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए जहां प्रदर्शन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है निश्चित रूप से लागत महत्वपूर्ण है लेकिन एक बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए अधिक लागत का भुगतान कर सकते हैं तो आप वहाँ विभिन्न प्रकार के सब्सट्रेट देख सकते हैं कि वहाँ εr 22 3 6 10 338 ज़ाहिर है वहाँ अन्य प्रतियोगियों टैक्ओनिक भी हैं एक अन्य प्रतियोगी अरलोन थे लेकिन अब अरलोन को रोजर्स ने खरीदा है तो प्रतिस्पर्धा वास्तव में कम हो गई है और इन सबस्ट्रेट्स के स्टैण्डर्ड डायमेंशन में आमतौर पर 1 इंच 64 इंच या 1 इंच 32 इंच या 1 इंच 16 इंच 1 इंच 8 इंच 1 4 इंच है अब ये सब्सट्रेट अलग अलग रूप में भी उपलब्ध हैं कभी कभी वे 10 मील सब्सट्रेट भी कहते हैं मील क्या है मील मीली इंच है तो अगर मैंने कहा 10 मिल 10 मील 10 बाय 1000 इंच के बराबर है जो 0001 इंच है और जो वास्तव में 0254 मिलीमीटर से मेल खाती है तो अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्ट्रिप लाइन क्या है और फिर मुझे पहले यह बताना चाहिए कि स्ट्रिप लाइन और माइक्रोस्ट्रिप लाइन में क्या अंतर हैं इसलिए माइक्रोस्ट्रिप लाइन के मामले में हमारे पास यहाँ पर एक ग्राउंड प्लेन है इसलिए इसका मतलब है कि आप यहाँ कॉपर को बनाए रखते हैं और शीर्ष पर आप देख सकते हैं कि यह लाइन है और निश्चित रूप से लाइन कुछ इस तरह होगी तो यह यहाँ केवल इस भाग को दिखाता है लेकिन यह लाइन कुछ इस तरह होगी जैसे यहाँ जाना और फिर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से प्रोपगेट करना अब इस विशेष मामले में क्या होता है फ्रिंजिंग फ़ील्ड यहाँ पर दिखाए गए हैं आप देख सकते हैं कि इस लाइन से यह एक पैरेलल प्लेट कपैसिटंस की तरह है इसलिए अगर मेरे पास एक मेटल की प्लेट है और मैं एक और मेटल की प्लेट लगाता हूं तो वह फ्रिंजिंग फील्ड होगा और 2 प्लेन के बीच कपैसिटंस होगा इसलिए कोई वास्तव में देख सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हैं और आप देख सकते हैं कि अधिकांश इलेक्ट्रिक फील्ड सब्सट्रेट मटेरियल के भीतर सीमित हैं लेकिन इसका एक हिस्सा वास्तव में हवा में है और ये स्ट्रिप लाइन के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैं अब माइक्रोस्ट्रिप लाइन और स्ट्रिप लाइन में अंतर यह है कि माइक्रोस्ट्रिप लाइन में केवल 1 सब्सट्रेट होता है कोई शीर्ष सब्सट्रेट नहीं होता है जबकि स्ट्रिप लाइन में उसके ऊपर एक और सब्सट्रेट होता है इसलिए इसका मतलब है स्ट्रिप लाइनों में माइक्रोस्ट्रिप लाइन का लगभग दोगुना खर्च होगा क्योंकि आपको 2 सब्सट्रेट की आवश्यकता होती है स्ट्रिप लाइन के साथ एक और समस्या यह है कि आपको निचले सब्सट्रेट के साथ ऊपरी सब्सट्रेट को मैकेनिकली अलाइन करना होगा तो बिल्कुल भी एयर गैप नहीं होना चाहिए निश्चित रूप से स्ट्रिप लाइन के फायदे हैं कि उस विशेष मामले में क्योंकि हमारे यहां एक ग्राउंड है और यहां ग्राउंड है जिससे रेडिएशन लीकेज बहुत कम होता है लेकिन अब यहां पर कुछ रेडिएशन होगा वास्तव में यह वह जगह है जहां अंतर आता है इसलिए माइक्रोस्ट्रिप लाइन के लिए हम चाहेंगे कि रेडिएशन जितना संभव हो उतना छोटा हो लेकिन एक अन्य प्रकार की चीजें हैं जिन्हें माइक्रोस्ट्रिप एंटेना के रूप में जाना जाता है और इस विशेष पाठ्यक्रम में हम माइक्रोस्ट्रिप एंटेना के बारे में भी बात करेंगे इसलिए माइक्रोस्ट्रिप एंटेना में हम चाहते हैं कि इस चीज को सबसे अधिक रेडिएट किया जाए जबकि जब यह एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन होती है तो हम बहुत कम रेडिएट करना चाहते हैं अब चूंकि फ्रिंजिंग फील्ड का हिस्सा हवा में है और यहां वेव प्रोपगेट कर रही है इसलिए हवा में थोड़ा सा है तो अब εr को परिभाषित करने के बजाय है लेकिन अब हम वास्तव में εe को परिभाषित करना है तो εe इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा यहाँ पर दिया जाता है और सिर्फ बातें थोड़ा जल्दी सरल बनाने के लिए मान लीजिए अगर W इंफिनिटी है इसका मतलब है अगर यह बहुत बड़ा है इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि फ्रिंजिंग फ़ील्ड लगभग नगण्य हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है अगर W बहुत बड़ा है कि अगर यह इंफिनिटी होता है तो यह टर्म 0 हो जाएगा तो यह एक होगा और यह टर्म अब यहाँ होगा अगर आप देखते है अगर हम जोड़ते हैं तो εe बन जाएगा εr तो अगर W बहुत बहुत बड़ा होता है तो εe हो जाता हैं εr अब सोचिए कि अगर दूसरा चरम मामला W बहुत छोटा है यदि W 0 की ओर झुक रहा है तो यह टर्म इंफिनिटी हो जाएगा 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है तो यह टर्म 0 हो जाएगा तो εe इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दी जाएगी यह एक्सप्रेशन यहाँ क्या बताता है कि अब εe 2 मेडियम की औसत हो जाएगा तो नीचे यह है εr यह ऊपर हवा है तो er12 लेकिन वास्तविकता यह W में 0 के बराबर कभी नहीं होगा तो आप सामान्य में कहते हैं εe εr के मूल्य की तुलना में थोड़ा कम हो जाएगा या बराबर तो अब W के दिए गए मूल्य कि क्या W बाय d के आधार पर यहाँ d क्या है d यहाँ पर इस विशेष गहराई है लेकिन बाद में मैं भी एक और प्रतीक का उपयोग करने जा रहा हूँ जो h है तो h सब्सट्रेट की ऊंचाई है तो कृपया भ्रमित न हों क्योंकि विभिन्न पुस्तकें W बाय d का उपयोग करती हैं या कुछ अन्य किताबें W बाय h का उपयोग करती हैं तो आपको उन दोनों चीजों से परिचित होना चाहिए तो यदि Wd≤1 आपको इस एक्सप्रेशन का उपयोग कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स को खोजने के लिए करना है और यदि Wd1 है तो इस विशेष एक्सप्रेशन का उपयोग करें अब यहाँ इस विशेष बात का फायदा यह है कि आप थेओरोटिकल रूप से लगभग किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स के लिए एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन डिजाइन कर सकते हैं प्रैक्टिकल रूप से आप 10 से 15 Ω से 150 या 200 Ω तक की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स के लिए इन माइक्रोस्ट्रिप लाइनों को डिज़ाइन कर सकते हैं तो आप वास्तव में इन माइक्रोस्ट्रिप लाइन को विभिन्न प्रकार के मामलों में डिजाइन कर सकते हैं अब यह एक एनालिसिस समीकरण के रूप में जाना जाता है जहां W दिया है d दिया है अब कई बार आपसे वास्तव में यह पूछा जा सकता है कि ठीक है दिए गए Z0 के लिए जो 50 Ω या 100 Ω हो सकता है W d का मान ज्ञात करें और आम तौर बोलने पर आप सब्सट्रेट का चयन करें तो जैसा कि मैंने कहा था वहाँ सब्सट्रेट हैं अलग εr की और यह सब्सट्रेट विभिन्न मोटाई में उपलब्ध हैं तो आप सब्सट्रेट की मोटाई और सब्सट्रेट का चयन करने जा रहे हैं और फिर उस विशेष मामले के लिए जिसे हम जानते हैं d तो हमें W का मान ज्ञात करना है इसलिए दिए गए Z0 के लिए आप इस विशेष एक्सप्रेशन का उपयोग करके W d पा सकते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह थोड़ा सा यहाँ पर है Wd2 या Wd 2 अब आप पहले से नहीं जानते होंगे कि किसका इस्तेमाल किया जाए इसलिए आपको शुरुआत में इस फॉर्मूले में से किसी एक को हमें बताना होगा और फिर जांचना होगा कि क्या यह वैध है या यह वैध है और फिर आपको दूसरी एक्सप्रेशन का उपयोग करना पड़ सकता है और आप यहां देख सकते हैं कि टर्म A है और B टर्म है तो A इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है और B इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है तो मैं आपको वास्तव में एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन डिज़ाइन प्रॉब्लम खुद दे दूंगा ताकि आप अन्य मूल्य के लिए थोड़ा सा अभ्यास कर सकें तो यहाँ है कि डिजाइन के मामले में हमने FR4 सब्सट्रेट के लिए εr 44 ले लिया है तो हम 16 मिमी के रूप में ऊंचाई ले लिया है जो वास्तव में 116 इंच से मेल खाती है तो हम क्या चाहते हैं हम 100 Ω की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स के लिए माइक्रोस्ट्रिप लाइन की चौड़ाई का मूल्य खोजना चाहते हैं तो यहाँ हम A का मान पाते हैं आप देख सकते हैं कि पहले भाग के लिए A की आवश्यकता है हम इसे जाँचेंगे तो A इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाता है हम εr 44 Z0 100 सब्स्टिटूट करते है हम सरलीकरण कर इससे बाहर आता है 2899 और फिर हम Wd पाते हैं जो इस विशेष चीज द्वारा दिया गया है और यहां हम देख सकते हैं Wd2 इसलिए यह विशेष सूत्र मान्य है तो d के दिए गए मूल्य के लिए या हम कह सकते हैं h के रूप में मैंने उल्लेख किया है इन 2 एक ही बात कर रहे हैं W आ रहा है दशमलव सात एक मिमी और हमने यहाँ εe की भी गणना की जो 305 आ रहा है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह मूल्य निश्चित रूप से 44 से भी कम है और अगर मैं औसत लू तो चौड़ाई बहुत छोटा है तो औसत मूल्य क्या हो गया εr 12 जो 54 27 होगा तो W 0 के बराबर है यह 27 के करीब होगा चूंकि W अपेक्षाकृत छोटा है इसलिए यह मान 305 है तो बस इस विशेष डिज़ाइन चीज़ को सत्यापित करें मैंने आपको पहले से ही एनालिसिस समीकरण दिया है तो यहाँ हम आपको केवल वही दिखा रहे हैं तो Wd1 तो हम इस विशेष सूत्र का उपयोग कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह मान 9962 है तो वास्तव में बताऊ तो यह मूल्य 100 के बहुत करीब है लेकिन अगर किसी को परसेंटेज एरर की गणना करने में रुचि है तो कोई यह देख सकता है कि यह परसेंटेज एरर बहुत छोटी है अब वहाँ भिन्नताएं हैं माइक्रोस्ट्रिप लाइन में भी हैं कुछ ऐसे हैं जिन्हें स्लॉट लाइन के रूप में जाना जाता है तो जहां मूल रूप से स्लॉट एक कट है और जो कि स्लॉट लाइन के रूप में कार्य करता है और आप यहां देख सकते हैं ये फ्रिंजिंग फील्ड हैं हालाँकि मैं आमतौर पर विशेष रूप से माइक्रोस्ट्रिप लाइन एप्लिकेशन के लिए इस विशेष चीज की सिफारिश नहीं करता हूं क्योंकि इस तरफ से रेडिएशन लीकेज होता है और साथ ही इस तरफ से रेडिएशन लीकेज भी होता है इसलिए स्लॉट ऐन्टेना स्लॉटेड लाइन का उपयोग करने के बजाय एक बेहतर विकल्प है क्योंकि लीकेज और अगर कोई लीकेज है तो पॉइंट A से पॉइंट B तक की पावर ठीक से नहीं जा रही है उस हिस्से को रेडिएट किया जाएगा एक और भिन्नता भी है जिसे कोपलानर वेवगाइड के रूप में जाना जाता है तो इस मामले में माइक्रोस्ट्रिप लाइन और इस विशेष बात के बीच का अंतर हमें सबसे पहले यह देखना है कि माइक्रोस्ट्रिप लाइन क्या होगी माइक्रोस्ट्रिप लाइन यहाँ सिर्फ यह विशेष चौड़ाई होती और यहाँ नीचे ग्राउंड प्लेन होता लेकिन कोपलानर वेवगाइड के मामले में दूसरी तरफ कोई ग्राउंड प्लेन नहीं है अब इस विशेष चीज़ के दोनों ओर ग्राउंड प्लेन हैं तो अब फिर से देखते हैं कि क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि ऊपर जाने और नीचे जाने के लिए बहुत सारे फ्रिंजिंग फील्ड हैं इसलिए मैं आमतौर पर यहां लीकेज के कारण माइक्रोस्ट्रिप सर्किट के लिए फिर से कोपलानर वेवगाइड की सिफारिश नहीं करता हूं हालाँकि इसके कुछ फायदे हैं और इसीलिए इसका उपयोग किया जा रहा है इसलिए उदाहरण के लिए मान लें कि यह वेव पॉइंट A से यहाँ जा रहा है B तक कहे तो और हम कुछ सीरीज या शंट कॉम्पोनेन्ट जोड़ना चाहते हैं तो सीरीज कॉम्पोनेन्ट बहुत आसानी से रखा जा सकता है तो आप क्या करते हैं इस विशेष चीज को हटा दें और इसे हटा दें और आप सीरीज कॉम्पोनेन्ट को शोल्डर कर सकते हैं आप अलग शंट कॉम्पोनेन्ट रखना चाहते हैं शंट कॉम्पोनेन्ट को यहाँ से यहाँ आसानी से रखा जा सकता है क्योंकि यह ग्राउंड है या आप इस और इसके बीच रख सकते हैं इसलिए यहाँ पर बढ़ते हुए कॉम्पोनेन्ट बहुत अधिक आसान है जबकि एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन के मामले में आपको यह करने की आवश्यकता है कि ग्राउंड प्लेन यहाँ नीचे है तो एक सीरीज कॉम्पोनेन्ट डालना कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर आपको शंट कॉम्पोनेन्ट रखना है तो कुछ मुद्दे हैं क्योंकि अब एक को यहां पूरी तरह से ड्रिल करना होगा इसलिए इन दिनों टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्लेटेड किया जाता है जो PTH के रूप में भी जाना जाता है चीजें अपेक्षाकृत सरल हो जाती हैं तो माइक्रोस्ट्रिप लाइन के मामले में आप क्या करते हैं आप इसे यहाँ पैच कहते हैं और आपके पास कई PTH हैं जो पूरे के माध्यम से प्लेटेड किया गया है और आप पूरे के माध्यम से कई प्लेटेड भी कर सकते हैं तो अब यह ग्राउंड मूल रूप से यहाँ से होकर आया है इसलिए यह ग्राउंड प्लेन के रूप में भी काम करता है और फिर आप शंट कॉम्पोनेन्ट को कनेक्ट कर सकते हैं या आप सीरीज कॉम्पोनेन्ट को कनेक्ट कर सकते हैं तो इनमें से कुछ अन्य चीजों की तुलना में सामान्य रूप से माइक्रोस्ट्रिप लाइन के कई फायदे हैं तो इस विशेष पाठ्यक्रम में अधिकांश समय हम माइक्रोस्ट्रिप लाइन पर ध्यान केंद्रित करेंगे अब माइक्रोस्ट्रिप लाइन जिसे हम कैसे ड्रा करते हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है तो हम यहां केवल 1 या 2 मामलों को देखें मान लीजिए कि हम माइक्रोस्ट्रिप लाइन में बेंड का उपयोग करना चाहते हैं अब एक संभावना यह है कि हम समकोण बेंड का उपयोग करें मैं आमतौर पर इस विशेष चीज की सिफारिश नहीं करता हूं क्योंकि वेव क्या होती है जो यहाँ से होकर आ रही है वह यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है जिसका एक हिस्सा वापस चला जाएगा और दूसरी चीज़ वहाँ जाएगी वास्तव में कभी कभी इन लाइन में करंट फ्लो को समझने के लिए आप वास्तव में पाइप में पानी के प्रवाह के बारे में बात कर सकते हैं इसलिए अगर यहां पर पाइप था और अगर पानी इस तरह बह रहा है तो यहां कुछ टर्बुलेन्स होगी इसलिए इसका उपयोग करने के बजाय यदि आप अपने घर पर ज्यादातर समय देखते हैं अगर कोई बेंड है तो वे कभी भी इस तरह से बेंड नहीं चाहते हैं क्योंकि वे हमेशा इस तरह के बेंड का उपयोग करते हैं वास्तव में इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है कि जब आप PCB लेआउट कर रहे हों तो इसके बजाय इस तरह के बेंड का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास करें हालाँकि यदि आप इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं तो मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि आप मिटर्ड बेंड जैसे कुछ का उपयोग कर सकते हैं बस आपको यह बताने के लिए कि यहाँ पर एक पुस्तक में क्या प्रस्तावित किया गया है वास्तव में आपको याद हो सकता है कि यदि मेरे पास 45० इस कोण पर कट हैं तो क्या होता है कि वेव ऑप्टिकल लॉज़ को याद रखती है यदि प्रकाश यहाँ आता है यदि यह 45० है तो यह यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा तो यह 45 से थोड़ा अधिक के समान है तो यह यहाँ जाता है और यहाँ आता है हालाँकि मैं इसकी अनुशंसा नहीं करता इसका कारण यह है कि जब वेव प्रोपगेट कर रही है तो वास्तव में हमें यह कहने दें कि वेव प्रोपगेट कर रही है तो फील्ड इस तरह होगा तो अब फील्ड इस तरह से यात्रा कर रहा है और फिर फील्ड इस तरह से जा रहा है और यह यहां यात्रा करेगा अब इस विशेष पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस चौड़ाई की तुलना में बहुत कम चौड़ाई दिखाई देगी और हमने अभी देखा है कि यदि चौड़ाई कम हो जाती है तो इम्पीडेन्स बदल जाएगा इसलिए यह समान इम्पीडेन्स देखने वाला नहीं है इसलिए इस लाल रेखा को मैंने यहां जोड़ा है इसलिए मैं जहाँ भी संभव हो इस विशेष चीज़ का उपयोग करने की दृढ़ता से सलाह देता हूं यदि आप उपयोग नहीं कर सकते हैं तो कृपया कुछ इस तरह का उपयोग करें ताकि आप देख सकें कि अब जो वेव इस तरह से यात्रा कर रही है अधिकांश समय यह लगभग इस विशेष W को देखेगा एक ही चीज़ 900 कोण के बजाय कहने दे कोण अलग है फिर से और पुस्तक में से एक में उन्होंने कुछ इस तरह की सिफारिश की है लेकिन मैं वास्तव में सलाह देता हूं कि आप इस तरह से कुछ का उपयोग करें यहाँ पर इतना है कि आप जानते हैं कि इस विशेष वेव द्वारा देखी गई चौड़ाई लगभग एक समान है अब आइए हम कुछ अन्य डिस्कन्टिन्यूइटी पर भी ध्यान दें तो वहाँ कई माइक्रोस्ट्रिप लाइन डिस्कन्टिन्यूइटी हैं उदाहरण के लिए वहाँ एक खुला एन्ड है हम यहाँ देख सकते हैं कि एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन है ये खुले एन्ड हैं इनका उपयोग स्टब्स के रूप में किया जाता है हम बाद में इन सभी चीजों को एक एक करके देखेंगे फिर से ये खुले एन्ड के उदाहरण हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि ये खुले छोर हैं इन्हें कपल्ड लाइन्स के रूप में जाना जाता है अब यहाँ खुले एन्ड रेसोनेटर्स हो सकते हैं अब यहाँ अलग चीजों के बीच अंतर हो सकता है अब इन अंतरालों को एक कैपसिटंस द्वारा दर्शाया जा सकता है तो कि कपलिंग के लिए रेसोनेटर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या उस अंतराल का उपयोग नेटवर्क को बाइसिंग करने के लिए भी किया जा सकता है आइए हम कुछ अन्य डिस्कन्टिन्यूइटी देखते हैं जो चौड़ाई में एक कदम हो सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यह प्रतिनिधित्व कर सकता है कि 100 Ω लाइन कह सकता है उदाहरण के लिए प्रतिनिधित्व कर सकता है 70 Ω लाइन यह 50 Ω लाइन का प्रतिनिधित्व कर सकता है और ऐसा कुछ वास्तव में इम्पीडेन्स मैचिंग के लिए आवश्यक है अब यह सिर्फ समकोण बेंड दिखाता है लेकिन जैसा कि मैंने सिफारिश की है कि इस तरह का उपयोग न करें कर्वड लाइन का उपयोग करें अब टी जंक्शन हैं आप देख सकते हैं यहां टी जंक्शन को स्टब के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है हम बाद में विभिन्न अनुप्रयोगों पर भी ध्यान देंगे यह एक ब्रांच लाइन सर्किट की तरह है तो वहाँ 2 लाइनें हैं और ये ब्रांच यहाँ से होकर आ रही हैं तो आप देख सकते हैं कि कई टी जंक्शन हैं और फिर निश्चित रूप से एक क्रॉस जंक्शन है इसलिए आज हमने विभिन्न प्रकार की लाइनओं को देखा है हमने कोएक्सियल लाइन देखा है हमने स्ट्रिप लाइन देखा है लेकिन हमने माइक्रोस्ट्रिप लाइन के बारे में अधिक विस्तार से देखा है हमने देखा है कि एनालिसिस समीकरण क्या हैं और डिज़ाइन किए गए समीकरण क्या हैं मैंने 100 Ω लाइन का मामला लिया था लेकिन मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि आप लोग हमें 50 Ω लाइन और 707 Ω लाइन के लिए अभ्यास करते हैं जब हम उदाहरण लेते हैं तो बाद में आपको इन विशेष चीजों के महत्व का एहसास होगा अगले व्याख्यान में हम अब रेक्टैंगुलर वेवगाइड और बेसिक ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगली बार देखेंगे अलविदा